इस मॉड्यूल में हम ध्वनिकी सामग्री के विवरण को देखेंगे अब तक हम ध्वनिकी ी और इनडोर ध्वनिकी उपचार की मूल बातें कर रहे हैं पिछले मॉड्यूल में हम इमारतों में ध्वनिकी डिजाइन के लिए विचार के बारे में विस्तृत रूप से बात कर रहे थे जहां सामग्री का चयन एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जब तक कि आप एक सही सामग्री का चयन नहीं करते हैं जब तक कि आपका ध्वनिकी ठीक नहीं होने वाला है इस मॉड्यूल में हम मुख्य रूप से ध्वनिकी सामग्री अवशोषित सामग्री इन्सुलेट सामग्री के प्रकारों पर ध्यान केंद्रित करेंगे मुख्य रूप से हम मापने के लिए सूचकांकों के साथ शुरू करेंगे किस पैरामीटर को देखा जाना चाहिए यह कहें कि यदि आपको किसी विक्रेता की सूची से चयन करना है तो आपको किस पैरामीटर के लिए उत्सुकता से तलाश करना चाहिए और फिर क्या उपलब्ध सामग्री के प्रकार और उनके विशिष्ट अनुप्रयोग हैं पिछली बार जो हमने देखा था उसका एक त्वरित पुनर्कथन यह एक पुनर्वितरण समय समीकरण था यह सबीन्स का सूत्र है जहां T 0163 V r A Ar µ1 S1µ2 S2µ3 S3 जहाँ A α है उस विशिष्ट सामग्री के सतह क्षेत्र में विशिष्ट सामग्री के अवशोषण गुणांक को कहा जाता है इसलिए यदि आपके पास विशिष्ट सतह क्षेत्रों में फैले हुए सामग्रियों की संख्या एन है तो आपके पास एक सिग्मा हो सकता है जो विशिष्ट अवशोषण गुणांक है सतह क्षेत्र के साथ गुणा किया जाता है इस विशेष संख्या में ए को साबिन के संदर्भ में संदर्भित किया जाता है यह अवशोषण के लिए एक इकाई है अब हम इस बारे में अधिक बारीकी से देखेंगे कि यह α वास्तव में क्या है अल्फा एक विशेष सामग्री का अवशोषण गुणांक है यह 0 से 1 तक होता है 0 100 प्रतिशत अवशोषित होता है 1 100 प्रतिशत परावर्तित होता है जिसका अर्थ है कि इसका कोई विशिष्ट अवशोषण नहीं है यह विशेष रूप से अवशोषण या α अवशोषण गुणांक आवृत्ति के संबंध में भिन्न होता है इसलिए आदर्श रूप से जब आप किसी सामग्री का चयन करते हैं यदि आप एक वास्तविक प्रदर्शन आधारित चयन चाहते हैं कम से कम तीन विशिष्ट अवशोषण गुणांक का पता लगाना बेहतर है यह कम आवृत्ति में अवशोषण होता है कहीं 63 या 125 हर्ट्ज या कभी कभी 250 हर्ट्ज फिर मध्य आवृत्ति रेंज में जो हजार हर्ट्ज के आसपास है अवशोषण गुणांक क्या है और उच्च आवृत्ति रेंज में 4000 या 8000 हर्ट्ज के बाद मे उच्च आवृत्ति अवशोषण का एक अच्छा संकेतक है दो अलग अलग प्रकार के परीक्षण हैं जिनके माध्यम से अवशोषण गुणांक निर्धारित किया जाता है पहले रेवेरबेरेंट कक्ष विधि कहा जाता है हमने दो अलग अलग प्रकार के चैंबर्स के बारे में बात की पहले एक रेवेरबेरेंट चैंबर था दूसरा एक एनीकोइक चैंबर था आप जानते हैं कि हमारे पास पिछले मॉड्यूल में ये संदर्भ थे एक रेवेरबेरेंट चैंबर एक जगह या एक परीक्षण कक्ष है जहां ध्वनिकी अवशोषण लगभग शून्य है इसमें अनंत परावर्तन होते हैं या पुनर्वितरण का समय बहुत बड़ा होता है दूसरी ओर एनीकोइक कक्ष में कुछ ऐसा होता है जहां लगभग कोई परावर्तन नहीं होता है जिसका अर्थ है कि अवशोषण बहुत अधिक है पुनर्वितरण का समय बहुत कम है और यही वह है जो अंतर बनाता है इसलिए पहली विधि में आप जिस सामग्री को जांचने के लिए रखते हैं आप उसे रेवेरबेरेंट चैंबर के अंदर रख देते हैं और आप कमरे के अंदर सामग्री के रखे जाने के बाद और पहले के मूल पुनर्वितरण समय के बीच अंतर का परीक्षण करते हैं आमतौर पर परीक्षण कक्षों में किसी भी सामग्री के बिना अपना स्वयं का पुनर्वितरण का समय होता है जब सामग्री मौजूद होती है तो एक दूसरा टी डैश या दूसरा पुनर्वितरण समय होता है इसके साथ आप यह पता लगा सकते हैं कि इस विशेष सामग्री का एक पुनर्वितरण अवशोषण गुणांक क्या है परीक्षण का यह तरीका 100 से 5000 हर्ट्ज के बीच आवृत्तियों के लिए अधिक कुशल है और कई अन्य विचार हैं जैसे कि आप किस सतह पर लगा रहे हैं किनारे का विचलन बहुत सी अन्य चीजें होती हैं हम अभी उन विशिष्टताओं पर गौर कर रहे हैं बस जानकारी के लिए यह पहली विधि है और दूसरी विधि को प्रतिबाधा ट्यूब विधि कहा जाता है हमने खड़े तरंगों के सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया इस परीक्षण में यह विशेष सिद्धांत लागू होता है मैं जल्दी से आपको कक्ष और परीक्षण उपकरण दिखाऊंगा यह एक रेवरबैरेंट कक्ष है सामग्री को आप कक्ष के अंदर रखते हैं इसमें अनंत परावर्तन होते हैं या पुनर्वितरण का समय बहुत लंबा होता है बिना किसी सामग्री के कक्षों का पुनर्वितरण समय लिया जाता है और सामग्री के रखने के बाद पुनर्वितरण समय लिया जाता है फिर अवशोषण मापा जाता है माप की इन पद्धति में विभिन्न उन्नतिएं होती हैं यह एक एनीकोटिक चेंबर है इसमें बहुत से आकार प्रकार हैं प्रत्येक सतह अवशोषक है तो सतह क्षेत्र बहुत अधिक है और अवशोषण शायद ही कभी उच्च है पुनर्वितरण समय बहुत कम होगा नगण्य पुनर्वितरण समय होता है यह दूसरे प्रकार का माप है जिसे स्टैंडिंग वेव विधि कहा जाता है या प्रतिबाधा ट्यूब विधि यह एक परीक्षण उपकरण के रूप में उपलब्ध है या आप अपना स्वयं का निर्माण कर सकते हैं ट्यूब के इस व्यास और ट्यूब की लंबाई की परीक्षण क्षमता के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका है इस तरह की पतली नलियों को मान लीजिए आप जानते हैं कि पतली व्यास की छोटी त्रिज्या वाली नलियों का उपयोग उच्च आवृत्ति परीक्षण के लिए किया जाता है बड़ी त्रिज्या वाली नलियों का उपयोग आमतौर पर कम आवृत्ति परीक्षण के लिए किया जाता है इसके एक तरफ आप सामग्री को रखते हैं एक सिग्नल जनरेटर या एक शुद्ध टोन जनरेटर है विशिष्ट आवृत्ति सेट की जाती है जिसमें टोन उत्पन्न होते हैं इस कक्ष के अंदर खड़ी तरंग का निर्माण होता है स्थिर तरंगों के सिद्धांत बने हैं फिर आपके पास एक माइक्रोफ़ोन होता है जो विशिष्ट उच्च और निम्न में रिकॉर्डिंग कर रहा होता है यह तरंग लंबाई की एक अधिकतम और न्यूनतम है जिसके साथ एक विशिष्ट गणना प्रक्रिया आपको बताएगी कि अवशोषण गुणांक क्या है तो यह आम तौर पर विशिष्ट आवृत्तियों पर निर्धारित किए गए इन तरीकों का उपयोग करके परीक्षण करने का एक दूसरा तरीका है एक अवशोषण गुणांक क्या है इसे हम α के रूप में संदर्भित कर रहे हैं इसलिए जब हम कहते हैं कि एक विशिष्ट सामग्री है हम उदाहरण के लिए लेते हैं यहाँ पहली लाल रेखा है यह एक सामग्री x है या उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि यह एक तकिया है यह 50 मिमी का तकिया है और हम इसका परीक्षण कर रहे हैं इसलिए विभिन्न आवृत्ति पर 125 से शुरू जहां आप नगण्य अवशोषण प्राप्त कर रहे हैं फिर आप 4000 तक जाते हैं जहाँ आप लगभग 08 अल्फा या अवशोषण गुणांक प्राप्त कर रहे हैं उच्च आवृत्ति छंद में सामग्री का अच्छा अवशोषण हो रहा है कम आवृत्तियों में इसका बहुत ही नगण्य या कम अवशोषण होता है आप एक और सामग्री लेते हैं जहां आप इसे बढ़ा रहे हैं उदाहरण के लिए कहें यह एक विशेष पैनल या कपड़े के पीछे ग्लास ऊन हो सकता है और आप इस विशेष चीज का परीक्षण कर रहे हैं फिर से यह 50 से 75 मिमी है जिसका एक अलग प्रकार का अल्फा मूल्य है 125 हर्ट्ज पर यह थोड़ा बेहतर अवशोषण 04 05 होता है मध्य आवृत्तियों के 500 के करीब है मध्य आवृत्ति के बाद इसका बहुत कम अवशोषण होता है आमतौर पर जब आप सामग्री खरीदते हैं तो आपके पास NRC नामक एक मूल्य होता है या शोर में कमी गुणांक होता है जो कि चार अलग अलग आवृत्तियों 2505001000 और 2000 का औसत अवशोषण गुणांक है किसी भी सामग्री के लिए जिसे आपने पहले सूचकांक के रूप में चुना था या वह संख्या जो आपूर्तिकर्ता देता है वह शोर कम करने के गुणांक होंगे फिर मान लें कि NRC मान 08 094 है यह एक अच्छी अवशोषित सामग्री है हां यह सामग्री के अवशोषित प्रदर्शन को इंगित करता है लेकिन एक छोटी चीज जिसे आपको याद रखना है यह एक औसत मूल्य है इसलिए दो सामग्रियों का मामला लें जिनकी हम तुलना कर रहे थे सामग्री x और सामग्री y दोनों को अवशोषित करने वाला पैटर्न अलग है पहली सामग्री में उच्च आवृत्ति में अच्छा अवशोषण होता है कम आवृत्ति यह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है जबकि अन्य सामग्री मटेरियल y में पूरी तरह से उल्टे प्रकार का प्रदर्शन है कम आवृत्ति रेंज में यह बेहतर है जबकि यह उच्च आवृत्ति में अवशोषण कम हो रहा है लेकिन देखें दोनों के पास लगभग 04 NRC है तो इस तरह से केवल NRC का जिक्र करना थोड़ा भ्रामक है विभिन्न आवृत्तियों पर विशिष्ट अवशोषण गुणांक क्या है यह देखना एक अच्छा विचार या बेहतर रणनीति है यदि आप एक करीब से देखते हैं यदि आप परावर्तन को नियंत्रित करना चाहते हैं या यदि आप कम आवृत्ति में अधिक अवशोषण चाहते हैं यदि आपकी पुनर्वितरण समय की गणना दर्शाती है कि कम आवृत्ति पर आपके आरटी को कम करने की आवश्यकता है तो आपको सामग्री y के लिए जाने की आवश्यकता है सामग्री x के स्थान पर दूसरी ओर यदि आप पाते हैं कि मध्य और उच्च आवृत्ति में आपको अधिक अवशोषण की आवश्यकता होती है या विशिष्ट स्थान पर आपको मध्य और उच्च आवृत्ति ध्वनियों को अवशोषित करने की आवश्यकता होती है तो सामग्री x के लिए बेहतर जाना चाहिए तो एनआरसी जैसे कि किसी सामग्री के अवशोषण अवशोषण गुणांक के लिए एक अच्छा संकेतक है लेकिन चूंकि यह एक औसत है इसलिए यह कभी कभी भ्रामक होता है क्योंकि यह सभी तीनों उच्च मध्य और निम्न आवृत्तियों का औसत निकालता है एक और विचार जब आप एक सामग्री को चुनते समय आपको सावधान रहना होगा उदाहरण के लिए मैंने एक उदाहरण दिया है आप एक कालीन खरीदना चाहते हैं और सामग्री आपूर्तिकर्ताओं का कहना है कि कालीन का एनआरसी 08 है जिसका अर्थ है कि यह उत्कृष्ट अवशोषित सामग्री है इसलिए आमतौर पर आप इस विशेष कालीन के लिए जाना पसंद करेंगे लेकिन अगर आप इस पर बारीकी से नज़र डालें तो जिस हालत में सामग्री का परीक्षण किया गया था वह केवल कालीन पर थी या क्या कालीन को कोई आधार दिया गया था इस मामले में उदाहरण के लिए यदि कालीन को फाइबर ग्लास या फाइबर ग्लास के एक पैनल पर स्थापित किया गया था तो 08 का यह NRC यह वास्तव में न केवल कालीन के बेहतर अवशोषण को संदर्भित करता है बल्कि यह कालीन के साथ साथ बैंकिंग का भी अवशोषण गुणांक है जिसका परिणाम इस 08 में है यह अकेले कालीन का एकमात्र प्रदर्शन नहीं है तो बेहतर है कि आप आपूर्तिकर्ता से पूछें या डेटा शीट में डेटा बेस के लिए जांच करें कि रखने की स्थिति क्या थी यदि आप बारीकी से देखते हैं तो आपकी सामग्री का चयन अधिक किफायती या अधिक विश्वसनीय हो जाएगा तीन प्रकार के अवशोषक होते हैं प्राथमिक प्रकार के ध्वनिकी अवशोषक पहले छिद्रपूर्ण अवशोषित सामग्री है दूसरा पैनल अवशोषक है और अंतिम गुहा रिजोनेटर है प्रत्येक के पास एक विशिष्ट बैंडविड्थ या आवृत्ति स्पेक्ट्रम है जिसमें उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा है इसे अन्य आवृत्तियों तक बढ़ाया जा सकता है लेकिन उनके प्राथमिक प्रदर्शन क्षेत्र अलग हैं एक छिद्रपूर्ण सामग्री कोई भी कुशन ग्लास लें आपके पास बोर्ड होंगे कुछ किस्में हैं जो अब मैं आपको दिखाऊंगा एक सरल उदाहरण एक तकिया या एक ध्वनिकी फोम है जिसमें मध्य और उच्च आवृत्ति रेंज में बहुत अच्छा अवशोषण होगा यह एक कुशन है यदि आप माइक्रोस्ट्रक्चर पर एक नज़र डालें तो इसमें बहुत अधिक हवा के छिद्र हैं तो आमतौर पर ध्वनिकी संकेत या ध्वनि ऊर्जा इन छिद्रों के अंदर गर्मी ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है क्योंकि आपको मध्य और उच्च आवृत्ति रेंज में बहुत अच्छा अवशोषण मिलता है जैसा कि मैंने कहा कि मध्य और उच्च आवृत्ति अच्छी है लेकिन यदि आप साधारण 50 मिमी या 25 मिमी मोटी तकिया लेते हैं तो इसका अवशोषण या अल्फा मान कम आवृत्ति में कमजोर या कम होता है यह कम आवृत्ति में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है यदि आपको तकिया के एकमात्र विकल्प के साथ छोड़ दिया गया है तो आपके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है आपको फोम के लिए जाना है फिर यदि आप अभी भी कम आवृत्ति अवशोषण चाहते हैं तो आप मोटाई को बढ़ा सकते हैं या ठोस बैकिंग के बीच अंतर कर सकते हैं ठोस बैकिंग आपकी दीवार हो सकती है तो शायद आपको 50 मिमी या 100 मिमी स्पेस या वायु अंतराल के लिए जाना चाहिए फिर माउंट करें 25 या 50 मिमी फोम के बजाय आप हवा के अंतराल के साथ 100 या 150 मिमी फोम के लिए जाते हैं यह कम आवृत्ति में भी प्रदर्शन में सुधार करने के लिए बनाया जा सकता है लेकिन अगर आप दीवार की सतह पर एक पतली 50 मिमी की गद्दी लगा रहे हैं यदि आप बस इसे लगाने जा रहे हैं तो आप केवल उच्च में बहुत अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर सकते हैं कम आवृत्ति में आप ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते छिद्रित विखंडित बोर्ड बनावट सामग्री विभिन्न प्रकार के पैटर्न बनावट जैसी विभिन्न प्रकार की सामग्रियां उपलब्ध हैं वे ध्वनिकी बोर्डों हैंगर भू ध्वनिकी टाइलों के रूप में भी उपलब्ध हैं जिनमें से बहुत से आप पैनलों को जानते हैं वास्तुशिल्प रूप से अच्छी लग रही इंटीरियर इंटीरियर के विभिन्न विषयों के अनुकूल हैं पैनल आज व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हैं अन्य प्रकारों में ध्वनिकी मलहम छिड़काव रेशेदार सामग्री कंबल फोम बोर्ड कालीन कपड़े उपलब्ध हैं इसलिए बहुत सी किस्में हैं और यह सबसे मुख्य रूप से उपयोग किए जाने वाले ध्वनिकी अवशोषक में से एक है जहां तक वास्तु अनुप्रयोगों का संबंध है दूसरा प्रकार पैनल अवशोषक है एक पतली प्लाईवुड पैनल की कल्पना करें एक फ्रेम पर लगाया गया है हवा का अंतर है आपके पास यहां दीवार अनुभाग है यह एक विशिष्ट विशेष आवृत्ति बैंड की चौड़ाई को भी अवशोषित करता है अवशोषण एक या दो विशिष्ट बैंडवाइड्स तक सीमित है जो पैनल की मोटाई अवशोषण के क्षेत्र और हवा के अंतराल के पीछे उपलब्ध है इन तीन महत्वपूर्ण चर पर निर्भर करता है जो घनत्व मोटाई और बढ़ते दूरी हैं अवशोषण विशेष रूप से भिन्न होता है मैं आपको विशिष्ट उदाहरण दिखाऊंगा तीसरे प्रकार को गुहा रिजोनेटर कहा जाता है ये आम तौर पर बॉक्स के आकार के अवशोषक होते हैं इन्हें हेल्महोल्ट्ज़ रेज़ोनेटर भी कहा जाता है काम सिद्धांत यह है कि वे ध्वनिकी संकेत को फंसाते हैं यह इस तरह के विशिष्ट बक्से हो सकते हैं या यह छिद्रों के साथ पैनल हो सकते हैं जिसमें इनमें से प्रत्येक वेध एक ध्वनिकी गुहा के रूप में कार्य करने वाला है जिसके अंदर आने वाले सिग्नल फंस सकते हैं इसमें सरल रिक्त स्थान हो सकते हैं या इसे बेहतर अवशोषण के लिए पंक्तिबद्ध किया जा सकता है और ये आम तौर पर मध्य और निम्न आवृत्ति रेंज में अच्छा प्रदर्शन करते हैं बेशक यह गुहा की चौड़ाई पर निर्भर करता है रेसोनेट आवृत्ति जिस पर यह गुहा प्रभावी हो रहा है या यदि आपके पास एक विशिष्ट आवृत्ति है जिसमें आपको संबोधित करना है उदाहरण के लिए आपका हॉल या आपका कमरा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है या पुनर्वितरण का समय 125 हर्ट्ज या 63 हर्ट्ज पर अत्यधिक है इस मामले में आपके पास एक सूत्र है आप अब आवृत्ति जानते हैं और वेग तय हो गया है अब आप गुहा के आयाम और क्रॉस सेक्शन का निर्धारण कर सकते हैं साथ ही साथ गुहा का आयतन जो आवृत्तियों को 63 हर्ट्ज़ पर गिरफ्तार करने में सक्षम होगा या 125 हर्ट्ज़ अलग अलग प्रकार के होते हैं अलग गुहा प्रतिध्वनि या छिद्रित पैनल अवशोषक जैसे मैंने कहा कि यह छिद्रित बोर्ड हो सकता है या यह दरार रिजोनेटर हो सकता है इसके पीछे कुछ उदाहरण आपके पास ग्लास वूल का हो सकता है इसके पीछे आप फोमिंग कर सकते हैं विभिन्न प्रकार और प्रदर्शन तरीके हैं मैं आपको कुछ उदाहरण दिखाता हूं इसके अलावा उन्हें विशिष्ट बक्से के रूप में भी अलग से लटका दिया जा सकता है जो गूंजने वाले गुहाओं के रूप में कार्य करता है जैसे मैंने कहा कि यह अलग अलग गुहाएं हो सकती हैं जो बहुत कम आवृत्ति ध्वनियों को गिरफ्तार कर सकती हैं आमतौर पर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उपयोग की जाती हैं जहां कम आवृत्ति बहुत अधिक समस्या पैदा करती है क्योंकि कमरे की छोटी आयतन के साथ साथ उत्पन्न ध्वनि संकेतों का प्रकार पर भी निर्भर करते है कर कुछ उदाहरण पहले हमें पैनल रेज़ोनेटर पैनल अवशोषक के साथ शुरू करते हैं एक उदाहरण लेते हैं कि आपके पास एक दीवार ठोस दीवार है आप 25 मिमी मोटी कांच की ऊन उगा रहे हैं तो आपके पास एक प्लाईवुड पैनल है जो 84 किलोग्राम प्रति मीटर वर्ग है आमतौर पर आपको क्या मिलता है आपको 100 हर्ट्ज के आसपास एक तेज अवशोषण या 125 हर्ट्ज के करीब होता है आपके पास 125 हर्ट्ज के करीब 07 अल्फा का एक तेज अवशोषण होता है लेकिन उसके बाद सभी अल्फा मान लगभग शून्य होते हैं आपको इस भाग में बहुत अच्छा अवशोषण मिलता है इसके बाद यह नीचे गिर रहा है लेकिन यदि आप NRC पर एक नज़र डालते हैं तो यह शून्य दिखाएगा क्योंकि यह केवल इस विशेष फ्रेम के बाद आवृत्तियों को ध्यान में रख रहा है यह 63 की कम आवृत्ति है और 100 हर्ट्ज यहाँ कवर नहीं है यदि आप सभी को इस विशेष आवृत्ति अवशोषण की आवश्यकता होती है तो कभी कभी पतली पैनल अवशोषक वास्तव में अच्छी मदद होगी अवशोषण मोटाई के साथ साथ या बैकिंग के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री उपस्थिति या अनुपस्थिति में भी भिन्न होता है अब मैं इस गिलास ऊन को 25 मिमी से 50 मिमी तक बढ़ा रहा हूं सामग्री समान है दीवार समान है बस मोटाई बढ़ गई है अब आप ध्वनि अवशोषण पर एक नज़र डालें आवृत्ति को और कम स्थानांतरित किया गया है अब यह 63 हर्ट्ज के लिए बंद हो रहा है और अवशोषण गुणांक भी बढ़ रहा है आपको बहुत अधिक अवशोषण भी मिलता है यह एक कम आवृत्ति की ओर बढ़ रहा है यह उस मामले में उपयोग करने के लिए एक अच्छी रणनीति है जिसमें आपको बहुत विशिष्ट आवृत्ति की आवश्यकता होती है जिसमें कमरे या आपके हॉल में कोई समस्या होती है अब एक ठोस पैनल के बजाय यदि आपके पास एक स्लेटेड पैनल है तो आपके पास यहां कुछ स्लैट हैं 25 मिमी मोटी ग्लास वूल बैकिंग एक ही दीवार सामग्री और आपके पास 6 मिमी पतला पैनल है और आपके पास यहां स्लैट्स हैं अवशोषण गुणांक को देखो जैसे आपने पिछले एक में देखा था कि आपको लो फ़्रीक्वेंसी रेंज में बहुत अधिक अवशोषण नहीं मिलता है एक विचारशील अवशोषण गुणांक आपको लगभग 250 हर्ट्ज पर मिलेगा जहाँ यह 05 से ऊपर है तो आपको मध्य आवृत्ति और उच्च आवृत्ति रेंज में में बेहतर अवशोषण प्राप्त होता है यह अंततः नीचे गिर रहा है यह 25 मिमी बैकिंग के साथ है अब यदि मैं 25 से 50 मिमी तक बैकिंग बढ़ाता हूं तो आप निरीक्षण करते हैं कि अवशोषण थोड़ा शिफ्ट हो जाता है आपको 125 हर्ट्ज़ के आसपास कहीं भी साकार मूल्य मिलते हैं यहाँ यह 05 अवशोषण अल्फा मान को पार कर रहा है और फिर आपको एक अच्छा मिल जाता है थोड़ा कम आवृत्ति रेंज में अवशोषण मूल्य 250 से 500 के आसपास आपको अच्छा अवशोषण मिलता है 2000 हर्ट्ज के बाद यह अंततः नीचे गिर रहा है हम सिर्फ इस मोटाई में बदलाव कर रहे हैं इसके अलावा स्लैट्स का प्रकार स्लैट्स की मोटाई क्या इसके पीछे कोई पतला बैकिंग है इसके पीछे का कुशन या क्या आयाम है स्लैट्स के बजाय यदि आपके पास छिद्रपूर्ण या छिद्र हैं तो आप जिस तरह का अवशोषण करते हैं अलग होने जा रहा है अब इस पर एक नज़र डालें एक स्लेट के बजाय आपके पास परफोरेटेड फेसिंग है अब आपका एनआरसी मान बहुत अच्छा है यह अवशोषण गुणांक पैटर्न है आपको मध्य और उच्च आवृत्ति रेंज में एक अच्छा अवशोषण भी मिलता है यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि इस परफोर्रेशन का व्यास क्या है और परफोर्रेशन के बीच की दूरी क्या है इसलिए पहले मैं स्पेसिंग को परिभाषित करूंगा यहां 3 मिमी व्यास है और केंद्र से केंद्र तक की दूरी 9 मिमी है और यहां मैंने 50 मिमी दिया है अब जिस पल मैं इसे कम कर रहा हूं या इसे बढ़ा रहा हूं या मैं इस परफोर्रेशन के प्रकार के साथ साथ स्पेसिंग और इसके व्यास या आयाम में भिन्नता ला रहा हूं फिर अवशोषण गुणांक या सामग्री का प्रदर्शन ही अलग अलग हो रहा है उदाहरण के लिए इस मामले में मेरे पास लगभग 9 प्रतिशत का एक खुला क्षेत्र है मैं इसे बढ़ा सकता हूं अगर मैं इसे बढ़ाता हूं तो सामग्री कम आवृत्तियों में बेहतर अवशोषण देने वाली है यह एक तरह से परिवर्तनशील है आपको वास्तव में प्राप्त करना होगा तीन अलग अलग चीजों के साथ सामग्री कैसे व्यवहार करने जा रही है यहां पर वे स्पेसिंग व्यास और बेकिंग हैं अब अब तक हम ध्वनिकी अवशोषण को देख रहे हैं तो एक हॉल के अंदर आपको एक पुनर्वितरण समय की आवश्यकता होती है आपको शोर अनुपात और ध्वनिकी अवशोषण के लिए विशिष्ट प्रकार के संकेत की आवश्यकता होती है इसके लिए आप शोर कम करने वाले गुणांक और अवशोषण गुणांक नामक कारक का उपयोग कर रहे हैं अब हम ध्वनि इन्सुलेशन के बारे में बात करते हैं दो चीजें जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं पहले एक कमरे के अंदर ध्वनिकी अवशोषण था अब हम एक कमरे से दूसरे कमरे में ध्वनि और विभाजन के बारे में बात कर रहे हैं उदाहरण के लिए स्रोत कक्ष से रिसीवर कक्ष तक यह एक शोर स्रोत हो सकता है या यह एक ध्वनि स्रोत हो सकता है जिसे आप गिरफ्तार करना चाहते हैं इसी तरह के लिए एनआरसी के लिए हम एसटीसी या ध्वनि संचरण गुणांक नामक एक शब्द का उपयोग करते हैं कोई विशेष सामग्री कहते हैं कि यह एक दरवाजा हो सकता है यह एक खिड़की हो सकती है या यह एक दीवार प्रणाली हो सकती है आमतौर पर एक मानक होता है जो आपको 35 40 50 की एसटीसी रेटिंग के लिए जाने के लिए कहता है विशिष्ट एसटीसी रेटिंग होगी उदाहरण के लिए आप एक बोर्ड रूम डिजाइन कर रहे हैं जो कि एक ओपन प्लान ऑफिस है एक विशिष्ट मांग होगी जो कहती है कि इन दोनों के बीच उपयोग किए गए विभाजन की एसटीसी रेटिंग 45 होनी चाहिए बोर्ड रूम को पृष्ठभूमि शोर के रूप में लगभग 30 या 35 डीबी की आवश्यकता होती है भले ही वह स्रोत कमरा जो अगला कमरा हो यह खुला कार्यालय है यदि ध्वनि संकेत 80 DB के आसपास जाता है जिसका अर्थ है कि इन दोनों के बीच 50 db की कमी की आवश्यकता होगी उस स्थिति में ध्वनि इन्सुलेशन या ध्वनि संचरण वर्ग को सावधानी से चुना जाना चाहिए ताकि यह अधिक हो यह फिर से किसी विशेष सामग्री की एकल संख्या रेटिंग या एयरबोर्न साउंड ट्रांसफर का विरोध करने की एक विधानसभा की क्षमता है यहां हमने एयरबोर्न साउंड ट्रांसफर के बारे में बात की है अलग अलग मोड्स एयरबोर्न साउंड स्ट्रक्चर बॉर्न साउंड हैं अब हम विशेष रूप से हवाई ध्वनि पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं यह 125 से 4000 हर्ट्ज के बीच विशिष्ट आवृत्तियों पर ध्वनि का हवा में प्रसारण है विभिन्न प्रकार के इन्सुलेशन हैं कठोर पैनलों की तरह आपके पास एसपीएफ़ या स्प्रे पॉलीयूरेथेन फोम हो सकता है फिर आपके पास एसआईपी या संरचनात्मक इंसुलेटेड पैनल है विभिन्न प्रकार के वेरिएंट उपलब्ध हैं फिर आपके पास कंबल इन्सुलेशन हैं विशिष्ट अनुप्रयोग विभिन्न प्रकार के ध्वनि इन्सुलेट सामग्री की मांग करते हैं हम एक साधारण शब्द का उल्लेख करते हैं जिसे ट्रांसमिशन लॉस कहा जाता है आपके पास सम्मिलित करके ध्वनि संचरण है आपके पास एक निश्चित चीज है जिसे सम्मिलन हानि या ट्रांसमिशन हानि कहा जाता है इस विशेष सामग्री के बिना स्रोत कमरे और रिसीवर कमरे के बीच ध्वनि संचरण की यह बहुत अधिक मात्रा होती है जब मैं किसी विशेष सामग्री को सम्मिलित करता हूं उसके बाद ट्रांसमिशन हानि की कुछ मात्रा होती है यह एक विशेष सामग्री की दक्षता का निर्धारण करता है शोर कम करने के गुणांक के समान यह भी अलग अलग आवृत्तियों पर निर्धारित किया जाता है और फिर पूरी तरह से आपने ध्वनि संचरण वर्ग के संदर्भ में प्रतिनिधित्व किया एक महत्वपूर्ण बात जिस पर आपको ध्यान देना है उदाहरण के लिए एक विभाजन द्वारा अलग किए गए दो कमरे हैं केवल विभाजन में ही एक बहुत अच्छा ध्वनि संचरण वर्ग हो सकता है देखें कि आपके पास जिप्सम बोर्ड के दो सेट हैं जिसमें कुछ ग्लास ऊन इन्सुलेशन सामग्री के साथ यह है बहुत अच्छा ध्वनि इन्सुलेशन हो सकता है कहते हैं कि स्रोत कक्ष है और एक रिसीवर कक्ष है आपके पास जिप्सम विभाजन है और आपके पास ग्लास ऊन है तो आपके पास एक दूसरा जिप्सम पैनल है एक साधारण विभाजन उपलब्ध है अब रिसीवर रूम के लिए सोर्स रूम इस विशेष चीज में 45 का एसटीसी हो सकता है जो एक अच्छा एसटीसी मूल्य है ध्वनि संचरण कक्षा उपलब्ध है यह विभाजन का एसटीसी है अब आप एक दरवाजा और एक खिड़की सम्मिलित करते हैं यह खुलने योग्य खिड़की नहीं है उदाहरण के लिए आपने जो दरवाजा चुना है उसमें 35 का एसटीसी है जिस खिड़की को आपने चुना है उसमें 30 की एसटीसी है फिर आपको तीनों चीजों का एक साथ मिलान या हिसाब करना होगा जिसे कंपोजिट साउंड ट्रांसमिशन क्लास कहा जाता है जब आप दीवार या एक विभाजन में तीन चार या अलग अलग तत्वों की संख्या होती है फिर इसमें से प्रत्येक ध्वनि संचरण गुण है या ध्वनि इन्सुलेटिंग गुणों को ध्यान में रखना पड़ता है जिसे हम सामान्यतः ध्वनि संचरण वर्ग या समग्र ध्वनि संचरण वर्ग के रूप में संदर्भित करते हैं विशेष विभाजन अब यह एक कमजोर कड़ी है यदि आपको पूरे विभाजन सिस्टम के ध्वनि संचरण में सुधार करना है तो आपको वास्तव में इस विशेष विंडो को संबोधित करना होगा एक सिंगल ग्लास के बजाय आप एक डबल ग्लास यूनिट के लिए जाते हैं या आप एक लैमिनेटेड विंडो पैनल के लिए जाते हैं जो थोड़ा अधिक ध्वनि रोधक होगा फिर आप दरवाजे को संबोधित करते हैं आप जांचते हैं कि क्या यह एकल दरवाजा डबल दरवाजा एलईडी लाइन दरवाजे हैं एलईडी लाइन दरवाजे आम तौर पर आपको कम आवृत्तियों में बेहतर ध्वनि इन्सुलेशन देते हैं आप ध्वनिकी गैसकेटिंग ध्वनि के लिए जा सकते हैं गास्केट को इन्सुलेट कर सकते हैं फिर आप दरवाजे के ध्वनिकी प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं यहां एक और घटक है मान लीजिए कि एक विशेष आपूर्तिकर्ता आपको 35 के रूप में दरवाजे का एसटीसी दे सकता है यह कुछ ऐसा है जो आपको सामग्री सूची में मिलता है यह एक प्रयोगशाला परीक्षण में किया गया मूल्य है आपके पास भी फ़ील्ड एसटीसी है यह एक प्रयोगशाला परीक्षण किया गया मूल्य है तो आपको वास्तव में कुछ रियायतें देनी होंगी क्योंकि यह क्षेत्र में प्रदर्शन है आपके पास कुछ स्थापना संबंधित चीजें हैं आप इस तरह की एक अच्छी स्थापना नहीं कर सकते क्योंकि वे प्रयोगशाला में परीक्षण करते हैं इसलिए यदि आप एक व्यावहारिक डिजाइन कर रहे हैं तो 35 की बजाय थोड़ा अधिक एसटीसी रेटिंग के लिए जाएं यह सुझाव दिया जाता है कि 38 या 40 एसटीसी के लिए जाना उचित है ताकि आप वास्तव में 35 का एसटीसी प्राप्त कर सकें यह एक सामान्य डिजाइन विचार है जो किसी भी ध्वनिकी डिजाइनर आमतौर पर करता है सीधे शब्दों में कहें चालीस से 50 के बीच का एक ध्वनि संचरण वर्ग बहुत अच्छा माना जाता है चालीस से ऊपर यह आमतौर पर कमरों के बीच अच्छा माना जाता है यहां तक कि अगर आपके पास दूसरे पक्ष में 80 डीबी ध्वनि से ऊपर है तो आपको 35 से 40 डेसिबल मिलेंगे यदि आपके पास इस रेंज में एसटीसी है नीचे यह उचित है और अगर एसटीसी रेटिंग 20 से 25 है तो यह बहुत खराब है मैं आपको इसके कुछ विशिष्ट उदाहरण भी देने जा रहा हूं यदि आपके पास 20 से 25 के बीच एसटीसी है तो इसका मतलब यह भी है कि इन स्रोत कमरे और रिसीवर कमरे के बीच का भाषण एक दूसरे के लिए श्रव्य होने वाला है आमतौर पर पैनल के एसटीसी कहते हैं कि आपके पास जिप्सम बोर्ड है जिसमें आपके पास एक प्लाईवुड पैनल है विभिन्न प्रकार हैं आप उन सीमाओं या क्षेत्रों को जानते हैं जिनमें ध्वनि की कमी अधिक प्रभावी है मास लो रीजन नामक एक विशिष्ट श्रेणी है जहां सामग्री का घनत्व बढ़ता है तो यदि आप उच्च घनत्व सामग्री के लिए जाते हैं और इन्सुलेशन गुणों में वृद्धि होती है लेकिन इसके दो छोर हैं तो निचले सिरे में आपको कुछ प्रतिध्वनि क्षेत्र कहा जाता है जहां सामग्री कम आवृत्तियों पर रिजोनेट करने लगती हैं आमतौर पर यह 100 हर्ट्ज से नीचे होता है यह सामग्री पर निर्भर करता है और यह आयाम है आमतौर पर निचले हिस्से में ऐसा होता है रेजोनेंस क्षेत्र में यह आनुपातिक नहीं है जो कुछ भी घनत्व है जब गूंजता है ध्वनिकी इन्सुलेशन बहुत खराब है और आप इस क्षेत्र में प्रक्षेप या एक्सट्रपलेशन नहीं कर सकते उच्च अंत में आपके पास कुछ संयोग क्षेत्र कहा जाता है जहां ध्वनिकी संकेतों के विभिन्न प्लेन एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं और इन्सुलेशन काफी नीचे गिर जाती है कुछ विशिष्ट उदाहरण मिलते हैं हम जिप्सम बोर्ड की एक परत एक पतली जिप्सम पैनल लेते हैं 130 मिमी या 150 मिमी जिप्सम पैनल के आसपास कहें यह एक ध्वनि संचरण वर्ग है या विभिन्न आवृत्ति पर ध्वनि इन्सुलेशन गुण है लाल वाली यह वही है जो आप प्राप्त करने जा रहे हैं अब यदि आप दो विशिष्ट जिप्सम बोर्डों में एक गुहा जोड़ते हैं तो आप इस विशेष संख्या को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं 27 से एसटीसी मूल्य से आप 34 प्राप्त करने में सक्षम हैं अब आपके पास कांच के ऊन से जुड़ा हुआ है आप इसे चालीस तक बढ़ा सकते हैं आप इसकी चौड़ाई 75 मिमी से बढ़ा सकते हैं जिसे आप इसे 125 मिमी तक बढ़ा रहे हैं अब 40 से आपके पास थोड़ी वृद्धि हुई है आपके पास एक हवा का अंतर है वही 50 मिमी इन्सुलेशन ग्लास ऊन यहां लगाया गया है आपको एसटीसी में मामूली वृद्धि मिल रही है हम यहाँ वक्र का ध्यान रख सकते हैं अब आगे बढ़ाने के लिए यह वही है जो हमारे पास पिछले ग्राफ में था हमारे पास 41 एसटीसी था आप वास्तव में इन लकड़ी के स्टड को विशिष्ट धातु स्टड के साथ गैसकेटिंग से बदल सकते हैं आपके पास ध्वनि संचरण कक्षा में बहुत अच्छी वृद्धि होगी इस विशेष लकड़ी के बजाय इस उदाहरण में अगर मैं दोनों पक्षों में कुछ गैस्केटिंग के साथ एक धातु स्टड पेश करने जा रहा हूं और दोनों चीजों को अलग कर रहा हूं तो मैं वास्तव में ध्वनि संचरण पथ को गिरफ्तार कर रहा हूं जिसके साथ मैं प्राप्त करने में सक्षम हूं 41 एसटीसी से 47 एसटीसी इसके आगे विशिष्ट प्रकार के धातु स्टड हैं जो ध्वनि संचरण पथ को अलग करने में और अच्छे हैं यह एयरबोर्न साउंड ट्रांसमिशन पथ है यह आगे गिरफ्तार करने में सक्षम होगा तो हम प्राप्त करने में सक्षम होंगे उदाहरण के लिए दोनों पक्षों पर जिप्सम की दो पंक्तियों के साथ विशिष्ट प्रकार के ध्वनिकी स्टड के साथ 50 मिमी इंसुलेशन और दोनों तरफ हवा के अंतर के साथ हम इसे 59 एसटीसी तक बढ़ा सकते हैं जो वास्तव में कमरे के लिए एक अच्छा एसटीसी है इसलिए आमतौर पर आपको यह समझना होगा कि एसटीसी की आवश्यकता के प्रकार में वृद्धि होती है एसटीसी की मात्रा आवश्यक है उच्च एसटीसी आवश्यक हैं अन्य बोर्ड दो या तीन बोर्डों को जोड़ने या एक वायु गुहा को जोड़ने इन्सुलेशन सामग्री का परिचय स्टड प्रकार को बदलने या दोनों पक्षों पर पैनल को जोड़ने कुल वायु गुहा को बढ़ाने के लिए विभिन्न रणनीतियाँ हैं इन बातों के आधार पर आप वास्तव में एसटीसी के संदर्भ में सुधार प्राप्त कर सकते हैं एक सामान्य गलती जो लोग फॉल्स सीलिंग होने पर उद्योग में करते हैं आमतौर पर लोग इस विशेष पैनल को फॉल्स सीलिंग के स्तर पर रोकते हैं आदर्श रूप से जब आपको दोनों कमरों के बीच एक परिपूर्ण इन्सुलेशन की आवश्यकता होती है तो यह सुझाव दिया जाता है कि आप इस विभाजन को छत तक छत की ऊँचाई तक बढ़ाएँ इसे फॉल्स सीलिंग के स्तर पर न रोकें ये कुछ सामान्य चीजें हैं जो गलतियाँ की जाती हैं तो आपके पास एक निश्चित चीज है जिसे आप छत पर जाने वाले क्षीणन वर्ग से जानते हैं जहां फॉल्स सीलिंग के माध्यम से यह अंदर जाता है इस से गुजरता है और रिसीवर के कमरे में जाता है इसलिए इसे आगे बढ़ाने के लिए यह एक अच्छा अभ्यास है अन्य सामान्य विचार जैसे हैं तो आपके पास दो पैनल हैं यहां एक बोर्ड है यहां एक और बोर्ड है यह एक सोर्स रूम है यह एक रिसीवर रूम है अगर आप इन दोनों चीजों पर स्विच बॉक्स लगा रहे हैं कुछ चीजें जैसे कि इसे साथ न रखें यह बेहतर है कि आप इसे एक फैले हुए तरीके से रखें कुछ सिद्धांतों आम सिद्धांतों तार्किक चीजों को लागू किया जा सकता है ताकि एक प्रभावी एसटीसी प्राप्त किया जा सके आप इन कमरों के बीच के स्तर के अंतर की गणना कैसे करते हैं यह एक सरल उदाहरण है कि आप एक कमरा एक कमरा बी देखें स्रोत कमरा और रिसीवर कमरा होटल या अपार्टमेंट इमारतों में एक विशिष्ट उदाहरण आमतौर पर होटल में समस्या अधिक होती है क्योंकि कुछ कमरों में कनेक्टिंग दरवाजे होते हैं कभी कभी वे उपयोग करते हैं सूट के रूप में वे इन डबल दरवाजों को खोल सकते हैं तो वे एक साथ सूट हो जाते हैं यह पूरा कमरा किराए पर लिया जाता है लेकिन जब वे इसे बंद करते हैं तो एक कमरे से दूसरे कमरे में ध्वनि संचरण की एक विशिष्ट समस्या होती है इसलिए जब आपको इसकी गणना करनी होगी उदाहरण के लिए आपके पास इस विशेष विभाजन का संचरण नुकसान है आपके पास विभिन्न प्रकार के दीवार अनुभाग हैं यहां अलमारी है यहां एक डबल दरवाजा है फिर एक साधारण दीवार अनुभाग पतली दीवार अनुभाग है यहां एक मोटी दीवार अनुभाग है इस सब के लिए लेखांकन करके आप समग्र संचरण हानि की गणना करते हैं फिर आप अवशोषण को ध्यान में रखते हैं L −L TL10 log A 2 1 2 S जहां A2 दूसरे कमरे का क्षेत्रफल S पार्टीशन का क्षेत्रफल एक साथ अगर आप लेते हैं तो हम यह निर्धारित करने में सक्षम होंगे कि एक स्तर अंतर क्या है आदर्श रूप से क्या होता है आप अभ्यास में नहीं होंगे आपको अंतर की गणना करने की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन आपको पता चल जाएगा कि आपको किस अंतर को प्राप्त करने की आवश्यकता है आप जानते हैं कि स्रोत कमरे में 90 डीबी जैसे कुछ का उत्पादन होने जा रहा है जबकि यहां आप चाहते हैं 35 DB सुनिश्चित करने के लिए तो आप जानते हैं कि एक डेल्टा टी की आवश्यकता क्या है संभावित विकल्प हैं कि आप ट्रांसमिशन हानि को बढ़ाते हैं आप इन तत्वों में से प्रत्येक पर एक नज़र डालते हैं और ट्रांसमिशन हानि को बढ़ाते हैं या आप रिसीवर रूम में अवशोषण बढ़ाते हैं आप रिसीवर के कमरे को अधिक अवशोषित करते हैं तो आपको समग्र ध्वनि संचरण या ध्वनि में कमी के संदर्भ में एक संबद्ध सुधार भी मिलेगा इस खंड को बंद करते हुए अब तक हमने माप के अलग अलग सूचकांकों को देखा हमने दो प्रमुख चीजों पर ध्यान दिया जो एक ध्वनिकी अवशोषण है जहां हमने पुनर्वितरण समय के साथ शुरू किया और शोर में कमी गुणांक के बारे में बात की और विभिन्न आवृत्तियों पर विशिष्ट अवशोषण कैसे महत्वपूर्ण है अन्य चीज हमने विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को देखा छिद्रपूर्ण अवशोषक पैनल अवशोषक और गुहा प्रतिध्वनि और दूसरी चीज जिसे हमने देखा है वह ध्वनि इन्सुलेट सामग्री है जहां हमने ट्रांसमिशन लॉस के बारे में बात की है और ध्वनि संचरण गुणांक या एसटीसी हम कैसे गणना करते हैं और हम दो अलग अलग कमरों के बीच ट्रांसमिशन लॉस की गणना कैसे करते हैं हमने कुछ उदाहरणों पर भी ध्यान दिया हम एक विशेष विभाजन प्रणाली के एसटीसी को कैसे बढ़ाते हैं